छात्रों का स्वागत हैं तो हम गतिविधि आधारित लागत के बारे में सीख रहे हैं और पिछली दो कक्षाओं से मैंने इसकी शुरुआत की है यह चर्चा आपके साथ एबीसी पर है और यूँ कहे कि हमने कुछ हद तक सीखा कि एबीसी अवशोषण या कुल लागत प्रणाली से कैसे अलग है कुल लागत प्रणाली कीकमियां क्या हैं और कैसे उन्हें गतिविधि लागत आधारित प्रणालि के द्वारा दूर किया जा सकता है इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कुल लागत प्रणाली का वास्तविक प्रतिस्थापन बजट नहीं है मानक लागत नहीं है सीमांत लागत नहीं है यह केवल गतिविधि आधारित लागत है और अगर हम एबीसी को किसी भी संगठन या फर्म में लागू करने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से अधिलागत या कम लागत की समस्या को दूर किया जा सकता हैं अतः पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिये कैसे इस वर्ष के वित्तीय विवरण हमारे पास एक तरफ चिट्ठा बैलेंस शीट है दूसरी तरफ हमारे पास आय विवरण है और इसका मतलब है कि कैसे मर्चेंडाइजिंग और निर्माण संगठन के लिए ये दोनों विवरण अलग अलग हैं एक विनिर्माण संगठन में हम सामान का निर्माण करते हैं इसलिए हम सामग्री के बारे में बात करते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं हम तैयार माल के बारे में बात करते हैं हम बिक्री के बारे में बात करते हैं और हम बेचे गए माल की लागत के बारे में बात करते हैं इसलिए बेची गई वस्तुओं की लागत परिवर्तनीय लागत या प्रत्यक्ष व्यय के कुल योग के बराबर होता है और उसमे से जब आप बिक्री या प्रशासनिक खर्चों को घटाते है जैसे इस निश्चित खर्च को तब हम कर पूर्व शुद्ध परिचालन आय पर पहुंचते हैं इसलिए लेकिन मर्चेंडाइजिंग संगठन के मामले में कुछ भी निर्माण नहीं होता है और केवल आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर हम बाजार से सामग्री खरीदते है उसकी पुनर्बिक्री करने के लिए उस खरीदी या क्रय की गई सामग्री में हम अपना मार्जिन जोड़कर उसकी कीमत का पुनर्निर्धारण करते हैं और फिर हम इसे बाजार में बेचते हैं तो लागत और आय विवरण राजस्व का अर्थ है आप उन दोनों विवरणों को तैयार करते हैं या दोनों की तुलना करते हैंयानि व्यापारिक संगठनों के आय विवरण और निर्माण संगठनों के आय विवरण के बीच देखिये इन दोनों के मध्य अंतर केवल बेचे गए सामान की लागत में हैं एक मामले में हम इसे निर्मित कर रहे हैं दुसरे मामले में हम इसे बाजार से खरीद रहे हैं लेकिन जहाँ तक निचले हिस्से अर्थात निश्चित खर्चों का संबंध है जो बिक्री और प्रशासनिक लागतें होती हैं वे निश्चित हैं उनसे समान तरीके से निबटा गया है दोनों संगठनों में उसे सकल मार्जिन से घटाया गया है और विवाद की जड़ ये निश्चित खर्च हैं क्योंकि कुल लागत प्रणाली या अवशोषण लागत प्रणाली में निश्चित खर्च का वितरण दोषपूर्ण है जिसे हमें कुल लागत से गतिविधि आधारित लागत प्रणाली को अपनाकर सही करना है हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि निर्माता के लिए बेचे गए सामान की लागत प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष लागत है और एक खुदरा या एक थोक व्यापारी के लिए बेचे गए सामान की लागत माल की लागत होती है आमतौर पर व्यापारी के लिए बेचे गए सामान की लागत अधिग्रहित वस्तुओं की खरीद लागत होती है जिसमें माल भाड़ा भी शामिल होता है और उन्हें फिर से बेच दिया जाता है पारंपरिक लागत प्रणाली अब हम पारंपरिक लागत प्रणाली के बारे में बात करेंगे वह लागत प्रणाली जिसे मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं या जिसे हम यहाँ ले रहे हैं इस स्लाइड में यह पारंपरिक लागत प्रणाली है या आप कह सकते हैं कि यह अवशोषण लागत या कुल लागत पर आधारित है और यहाँ आप देखिये कि प्रमुख दोष क्या है हम यहाँ कर रहे हैं इस ऊपरी तरफ यहाँ नीले लाल और ग्रे रंग है हमारे पास यह भूरा रंग है हमारे पास खर्चों के ये विभिन्न मदें हैं और फिर हमारे पास यहाँ उत्पाद हैं और फिर हमारे पास कुछ गैर आवंटित लागतें हैं यह गैर आवंटित लागत है इसलिए इस मामले में हम यहां यह करते हैं कि हम उस उत्पाद की लागत की गणना करने के लिए प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम और उन सभी अप्रत्यक्ष संसाधनों को यहाँ लेते हैं और फिर कुछ गैर आवंटित लागतें हैं इसलिए इसका मतलब है कि हम पहले हिस्से को ध्यान में रख रहे हैं जहाँ नीले रंग में सभी परिवर्तनीय लागतें है यानि सामग्री श्रम और दूसरे उपरिव्यय हैं लाल वाले सभी अप्रत्यक्ष है या आप इसे निश्चित लागत कह सकते हैं इसलिए इसे जोड़ा गया और फिर कुछ गैर आवंटित लागतें हैं उदाहरण के लिए विज्ञापन व्यय अब संगठन में विज्ञापन व्यय है जो न केवल एक उत्पाद के लिए हो सकता है बल्कि यह संपूर्ण कंपनी यां संगठन के लिए भी हो सकता है तो यह कहना उचित नहीं है कि उन व्ययों को लागत पत्रक से घटाया जाए या किसी एक उत्पाद के लागत पत्रक में व्यय के रूप में दिखाया जाए अतः हम उन्हें सीधे लाभ और हानि खाते या फर्म के आय विवरण से घटा देते हैं इस प्रकार इस मामले में हम सभी गैर आवंटित लागतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उदाहरण के लिए कहें कि हम केवल उन्हें पूंजीकृत करते हैं हम हम उन्हें पूंजीकृत करते हैं और इन खर्चों को पूंजीकृत करने के लिए हम यहां यह करते हैं कि हम इन खर्चों को चिटठा बैलेंस शीट पर ले जाते हैं जिसे आप मूलतः आस्थगित राजस्व व्यय कहते हैं1 उन्हें आस्थगित राजस्व व्यय कहा जाता है और यह उदाहरण के लिए चिटठा बैलेंस शीट हैं इसलिए आस्थगित राजस्व व्यय एक है उदाहरण के लिए हमने एक विशेष वर्ष में विज्ञापन पर 1000000 रुपये खर्च किए हैं कंपनी के किसी एक विशेष वर्ष में विज्ञापन पर 1000000 रुपये खर्च हुए हैं और हम उस विज्ञापन में सभी उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं या जो एक पूरे संगठन या कंपनी के अंतर्गत आता है और उसका यानि विज्ञापन का प्रभाव अगले 5 वर्षों तक रहने की उम्मीद है अगले 5 वर्षों तक इसलिए अब ऐसा कोई भी व्यय जो हमने केवल एक उत्पाद के लिए नहीं बल्कि एक पूरे फर्म के लिए किया है दूसरी बात यह है कि व्यय इतना बड़ा है कि इसका लाभ अगले 5 वर्षों तक फर्म को प्राप्त होने वाला है इसलिए लाभ और हानि खाते में से इस कुल व्यय को घटाने की सलाह देना उचित नहीं हैं या उस व्यय को पहले ही वर्ष में जिसमे यह व्यय हुआ है को लाभ और हानि खाते से घटाना ठीक नहीं हैं तो हम यह करते हैं कि उसे चिटठा बैलेंस शीट में पूंजीकृत करते हैं इसे विज्ञापन व्यय कहा जाता है इसे आप एक काल्पनिक संपत्ति भी कह सकते है हम इसे आस्थगित राजस्व व्यय या कभी कभी एक काल्पनिक संपत्ति भी कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस 1000000 रुपये को हम चिटठा बैलेंस शीट में दिखाते है और अब इस 1000000 रुपये को हम इस 5 साल से विभाजित करेंगे इसलिए एक साल में यह राशि कितनी होगी यह राशि 200000 रुपये है और इस 200000 रुपये के साथ यानि पहले साल में केवल 200000 रुपये लाभ और हानि खाते में ले जाया जाएगा इसलिए जब आप यहाँ लाभ और हानि खाते को तैयार करते हैं तो आप यहां लिखेंगे विज्ञापन व्यय परिशोधित इस व्यय अर्थात विज्ञापन व्यय का हम परिशोधन के द्वारा सामंजस्य करेंगे इसलिए इसका मतलब है कि इस वर्ष लाभ और हानि खाते से केवल 200000 घटाए जाएंगे और जब इस राशि को घटाया जायेगा तब चिटठा बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे अतः हम इसे घटाएंगे कम राशि परिशोधित तो आप यहाँ क्या करेंगे आप इस 200000 रुपये को घटाएंगे और अंत में आपके पास कितनी राशि शेष बचती हैं यानि अगले वर्ष की शुरुआत में चिटठा बैलेंस शीट में हमारे पास 800000 रुपये की राशि होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास परिशोधन की प्रक्रिया है या परिशोधन की प्रक्रिया के तहत हम उन खर्चों की वसूली कर सकते हैं लेकिन हम कभी भी किसी उत्पाद के हिस्से के रूप में उसे नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये ऐसे खर्च हैं जो निष्पक्ष रूप से किसी भी उत्पाद को आवंटित नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि यहां हम पूरे फर्म के बारे में बात कर रहे हैं इसी तरह कुछ और व्यय हो सकते हैं जैसे शोध और विकास जब कोई भी फर्म शोध और विकास गतिविधियों करती है तो वह अलग अलग उत्पादों के संबंध में होती है अलग अलग विपणन से सम्बंधित हो सकती है या कभी कभी वितरण नीतियां भी हो सकती हैं या शायद शोध और विकास हो सकती हैं यहां तक कि वित्तीय कार्यों के संबंध में भी इसलिए वे खर्च भी एक उत्पाद या एक सेवा के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण संगठन के खर्चों की तरह हैं तो इस मामले में इसका मतलब है कि कुछ व्यय ऐसे है जिनका आवंटन नहीं हो सकता है और वो सीधे आय विवरण में चले जाते हैं और अन्य व्यय जो आवंटन योग्य या वितरण योग्य होते हैं वे परिवर्तनीय व्यय या स्थिर व्यय के रूप में उत्पाद के लागत पत्रक में जोड़ दिए जाते हैं जोड़े जाते हैं हम लागत की गणना करते हैं प्रत्येक उत्पाद की प्रति इकाई लागत की और उसमे अपने मार्जिन को जोड़कर हम मूल्य निर्धारित करते हैं और फिर उत्पाद 1 उत्पाद 2 उत्पाद 3 उत्पाद 4 के लिए इन कीमतों को निकाला जाता है और उनको इसका मतलब है कि उत्पादों को बाजार में ले जाया जाता है सभी चारों उत्पादों की कुल बिक्री फिर बिक्री की कुल राशि होती हैं जो वास्तव में लाभ और हानि खाते में जाती है जहां आप इसे बिक्री के रूप में लिखते हैं तो बिक्री उत्पादों ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी की कुल राशियों के योग के बराबर होती है ठीक है ये 4 उत्पाद हैं इसलिए यह एक समेकित विवरण है इसलिए यह यहाँ विभिन्न प्रकार के खर्चों से सम्बंधित होगा अतः यहाँ प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्पादों की लागत में इन खर्चों को जोड़ने में कोई समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं है हम इन खर्चों को उत्पादों में जोड़ सकते हैं जबकि विवाद की जड़ यह लाल घटक है जो अप्रत्यक्ष लागत स्थिर लागत है और इसका मतलब यह है कि इसे किसी आधार पर उत्पाद में जोड़ा जा सकता है इसे उत्पाद को आवंटित किया जा सकता हैं लेकिन आप देखिये कि कुल लागत प्रणाली के तहत हम क्या कर रहे हैं हम केवल कुल उत्पादन को ले रहे हैं और वह कुल उत्पादन उदाहरण के लिए सभी उत्पादों का कुल उत्पादन 200000 इकाइयों का है और फिर यहाँ उदाहरण के लिए स्थिर लागत 1000000 रुपये है यानि इसका अर्थ है कि प्रति इकाई स्थिर लागत 2 रुपये या 5 रुपये है और हम इसे सभी उत्पादों में जोड़ रहे हैं इस तथ्य के बावजूद कि 1 उत्पाद की 50000 इकाइयों का निर्माण हो रहा है दुसरे की आप 40000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं अन्य की आप 5000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं और आप फिर से एक अन्य की 5000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तब प्रति इकाई स्थिर व्यय सभी 4 उत्पादों के लिए 5 रुपये प्रति इकाई के बराबर कैसे हो सकती है क्योंकि स्थिर लागत का सरल सिद्धांत यह है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है प्रति इकाई स्थिर लागत घटती जाती है लेकिन इस मामले में स्थिर लागत यथावत है यह नहीं बदल रहा हैं इसलिए इसका मतलब है कि यह कुल लागत प्रणाली या अवशोषण लागत प्रणाली में प्रमुख दोष है अब हम एबीसी के बारे में बात करेंगे इस भाग से मैं आपसे बात करूंगा मैं आपको एबीसी यानि गतिविधि आधारित लागत प्रणाली पर ले जाऊंगा क्योंकि अब तक हम समझ गए हैं कि कुल लागत प्रणाली या अवशोषण लागत प्रणाली की प्रमुख कमियां क्या हैं और अब हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि कैसे इन खर्चों या इन लागतों के दोषों को गतिविधि आधारित लागतों की मदद से दूर किया जा सकता है अब गतिविधि आधारित लागत का मतलब गतिविधियों संसाधनों लागतों और लागत निर्धारकों के बीच के संबंधों को समझना है यह एबीसी को समझने की कुंजी है गतिविधि संसाधनों की लागत और लागत निर्धारकों के बीच के संबंधों को समझना एबीसी को समझने की कुंजी है कब और कैसे A B C प्रबंधक की पारिचालन समझ को सुगम बनाता है इसलिए फिर से मैं इसे पढूंगा गतिविधियों संसाधनों लागतों और लागत निर्धारको के बीच के संबंधों को समझना ही एबीसी को समझने की कुंजी है और कैसे एबीसी प्रबंधक की संचालन की समझ को सुविधाजनक बनाता है यानि सिर्फ यह बात है कि आपको अपने संचालन को समझना होगा कि हम कितने उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं हम विभिन्न उत्पादों की कितनी इकाइयां बना रहे हैं और कैसे हमें स्थिर लागत को आवंटित करना है इसलिए 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं पहला संसाधन है यूँ कहे की पहला संसाधन हैं वह संसाधन जिसके बारे मैं आपसे बात कर रहा हूं वह अप्रत्यक्ष लागत है संसाधन अप्रत्यक्ष लागत है अर्थात निर्धारित लागत इसलिए उदाहरण के लिए यह 1000000 रुपये है और इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचाना जा सकता है अतः इसे हमें कोई तार्किक आधार पर विभाजित करना होगा इसलिए आप इसे संसाधन कहते हैं क्योंकि यह अप्रत्यक्ष संसाधन है यह प्रत्यक्ष संसाधन नहीं है अतः इसकी प्रत्यक्ष पहचान संभव नहीं है दूसरी बात यह है कि हम गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं अर्थात अब अगर हमें उस गतिविधि आधारित लागत का पालन करना है तो हमें संगठन द्वारा की गई सभी गतिविधियों की पहचान करनी होगी जो की मैंने आपको कल पिछली कक्षा में बताया है कि कुल 1 से 50 गतिविधियां फर्म कर रही है इसलिए हमें उन गतिविधियों की पहचान करनी होगी अतः जब आप लागत के बारे में बात करते हैं यानि संसाधनों गतिविधियों की लागत और लागत निर्धारकों तब इसका मतलब है कि अब हमें लागत के बारे में बात करनी है अर्थात कैसे हमें इन संसाधनों को एक लागत के रूप में विभिन्न उत्पादों को आवंटित करना होगा जो की स्थिर लागत है और यह एक अन्य महत्वपूर्ण बात है और फिर हम लागत निर्धारकों के बारे में बात करते हैं हम लागत निर्धारकों के बारे में बात करते हैं और लागत निर्धारक वे हैं जो स्थिर लागत को वितरित करने या स्थिर लागत को विभिन्न उत्पादों में जोड़ने का आधार बनते हैं तो गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के तहत ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें हर फर्म में हर संगठन में पहचानना होगा और फिर हमें यानि उत्पादन की कुल लागत की गणना के लिए जाना होगा तो अगली बात यह है कि अब मैं आपको चरणबद्ध ABC प्रणाली में ले जा रहा हूँ यह दो चरणों वाली ABC प्रणाली है दो चरण ABC प्रणाली वह है अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी अलग अलग चीज़े शामिल हैं और इसमें शामिल अलग अलग चीज़े है यूं कहे की इसमें हमारे पास फिर से नीला हिस्सा है जो प्रत्यक्ष व्यय हैं इसलिए इसको लेकर एबीसी में कोई समस्या नहीं है और कुल लागत प्रणाली के तहत भी नीली लागत या नीले घटक का आवंटन बहुत आसान है वह आपकी प्रत्यक्ष सामग्री लागत है प्रत्यक्ष श्रम लागत और प्रत्यक्ष अन्य उपरिव्यय लागत और इनकी उत्पादों के साथ प्रत्यक्ष पहचान संभव है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहली इकाई या एन इकाईयों के निर्माण के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होती है हम उसे सीधे जानते हैं और वह उस उत्पाद में जोड़ा जा सकता है हम ये जान सकते हैं कि सयंत्र में उस उत्पाद के निर्माण के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है कितने प्रत्यक्ष उपरिव्यय की आवश्यकता होती है हम इसे आसानी से जान सकते हैं समस्या केवल लाल घटक में आती है लाल घटक मूलतः अप्रत्यक्ष संसाधन है जो ए से जेड है हमने यहां दिखा दिया है कि ये संसाधन ए से जेड है हम उन्हें ए से जेड से दिखाते हैं इसका मतलब है कि कोई भी स्थिर व्यय हो हम यही करने जा रहे हैं चाहे वह प्रशासन पर व्यय हों या वेतन व्यय हों या वितरण व्यय हों या शायद ये आपके आप इसे किराया भी कह सकते हैं या शायद बिजली या कुछ और इन स्थिर लागतों को हमें ध्यान में रखना होगा और फिर गतिविधियों का पता लगाना होगा अब देखिये हमें यहाँ गतिविधियों का पता लगाना है तो संगठन में कितनी गतिविधियाँ की जा रही हैं और फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि इस संगठन में १ से १० गतिविधियाँ की गई हैं और अंत में हमें लागत निर्धारकों की पहचान करनी है अंत में हमें लागत निर्धारकों की पहचान करनी है तो अब लागत निर्धारक क्या हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ लागत निर्धारकों की अवधारणा पर चर्चा करूंगा लागत निर्धारक मूल रूप से यानि वे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर निर्भर करते हैं जब आप गतिविधि आधारित लागत के अंतर्गत पहचानी गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो पहले 3 तरह की गतिविधियाँ होती हैं 1 2 और 3 पहली गतिविधि होती है इकाई गतिविधियाँ आप कहेंगे इकाई स्तर की गतिविधियाँ दूसरी है बैच स्तर की गतिविधियाँ बैच स्तर की गतिविधियाँ और तीसरा उत्पाद कायम रखने वाली गतिविधियाँ उत्पाद कायम करने वाली गतिविधियाँ हैं इसलिए ये 3 गतिविधियाँ हैं अब इन 3 गतिविधियों के अनुसार इन 3 गतिविधियों के संबंध में 3 लागत निर्धारक हैं पहला निर्धारक लेन देन करने वाले निर्धारक हैं लेन देन करने वाले निर्धारक हैं दूसरा है अवधि निर्धारक और तीसरा है आपका तीव्रता वाले निर्धारक तीव्रता वाले निर्धारक इसलिए ये 3 अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ हैं जो किसी भी फर्म द्वारा की जाती हैं ये 3 अलग अलग प्रकार के निर्धारक हैं जो हम करते हैं और फिर अंत में हम एक प्रणाली विकसित करते हैं जिसे एबीसी यानि गतिविधि आधारित लागत प्रणाली कहा जाता है तो इसका मतलब है कि जब आप यहां गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं हम 1 से 10 गतिविधियां कर रहे हैं हम इन गतिविधियों को 1 2 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर रहे हैं पहले इकाई स्तर की गतिविधियाँ होती हैं इकाई स्तर की गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ होती हैं जिन्हें सभी प्रकार के उत्पादों के लिए किया जाता है आप 4 उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं इसलिए वे गतिविधियाँ इकाई स्तर की गतिविधियाँ हैं जिन्हें सभी उत्पादों के लिए किया जाना आवश्यक है शायद वे विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जिनका हम निर्माण कर रहे हैं इसलिए उनके आगे का परिष्करण स्तर भिन्न हो सकता है आगे उत्पाद की गुणवत्ता भी भिन्न हो सकती है उनका रंग अलग हो सकता है आगे उनकी अन्य विशेषताएं अलग हो सकती हैं लेकिन कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिनको हमें यानि उदाहरण के लिए आप इस कलम के बारे में बात करते हैं जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं या शायद कोई अन्य चीज हो सकती है अन्य कलम जिसे आप बनाने जा रहे हैं प्रत्येक कलम की गुणवत्ता अलग है स्याही अलग है सुन्दरता अलग हैं निब की महीनता अलग है टिप की लेकिन कलम का ढांचा एक ही है तो प्रत्येक कलम को एक ढांचा दिया जाना है और इसका मतलब है कि उस कलम का ढांचा बनाने के लिए शायद वह काला नीला लाल या बैंगनी हो सकता है प्रत्येक कलम के लिए हमें ढांचा निर्माण की आवश्यकता है उनके अन्दर की खूबियाँ अलग हो सकती है गुणवत्ता अलग हो सकती है जैसे उसकी नोक भिन्न हो सकती है लेकिन उस ढांचे को सभी कलम के लिए होना होगा इसलिए आपको बनाना होगा आप बाद में विशेषता गढ़ सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपको कलम की संरचना बनानी होगी तो जो गतिविधियां उत्पादों के प्रकार से इतर सभी 4 उत्पादों ए बी सी और डी के लिए होनी हैं उन्हें इकाई स्तर की गतिविधियां कहा जाता है फिर हम बैच स्तर की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं बैच स्तर की गतिविधियाँ वे होती हैं जो केवल उत्पादन के विशेष बैच के लिए की जाती हैं उत्पादन के विशेष बैच के लिए तभी इसे बैच स्तर की गतिविधियां कहा जाता है उदाहरण के लिए अब हम सामान्य रूप से काली कलम का निर्माण कर रहे हैं एक कलम है जिसका आप उस फर्म में निर्माण कर रहे हैं और वह काली कलम है अब हम जिस काले कलम की बात कर रहे हैं तो काले का मतलब है कि केवल स्याही ही काली है लेकिन उसका बाहरी रंग सामान्य रूप से बाकि कलमो जैसा हो सकता है बाहरी काले रंग का मतलब है कि ढांचे का रंग भी काला है स्याही भी काली है इसीलिए हम इसे काली कलम कह रहे है लेकिन कभी कभी कुछ या अनेक क्रेताओं से ये आदेश प्राप्त हो सकता है कि ठीक है हम इस काली कलम को लेना चाहते है लेकिन हम चाहते हैं कि इसका बाहरी रंग सफेद हो तो ऐसे मामले में मोटे तौर पर कलम करीब करीब वही है उसके गुण वही है सुन्दरता समान है परन्तु बाहरी संरचना के रंग को हमें बदलना होगा और यह हर बार नहीं होता है क्योंकि कंपनी की मानक काली कलम केवल बाहरी काले रंग की होती है लेकिन इस एक विशेष आदेश में किसी ने कहा है कि हमें आपसे 2000 कलम की जरूरत है हमें आपसे 2000 कलम की जरूरत है आपको काली स्याही वाली कलम की जरूरत है लेकिन ढांचा सफेद होना चाहिए अतः केवल 2000 के इस समूह में हमें अन्य सभी विशेषताओं को वही रखना है बस सिर्फ हमें रंग बदलना है और उन गतिविधियों को बैच स्तर की गतिविधियों के रूप में जाना जाएगा और इन गतिविधियों यानि उन गतिविधियों को सभी इकाइयों के लिए नहीं किया जाता है बल्कि उनको केवल उत्पादन के एक विशेष बैच के लिए किया जाता है उन्हें बैच स्तर की गतिविधियां कहा जाता है और फिर तीसरा है उत्पाद को कायम रखने वाली गतिविधियाँ उत्पाद बनाए रखने वाली गतिविधियाँ केवल उन्हीं उत्पादों के लिए की जाती हैं जिन्हें विशेष रूप से मंगाया जाता है जिन्हें विशेष रूप से बनाया जाता है विशेष रूप से आदेश दिया जाता है और वह नियमित कार्य नहीं होता है वह फर्म का नियमित परिचालन नहीं है वह फर्म का एक नियमित उत्पाद नहीं है इसलिए उत्पाद कायम रखने वाली गतिविधियों का मतलब है उदाहरण के लिए कुछ कार निर्माण करने वाली कंपनियां जो आमतौर पर सामान्य विशेषताओं वाली कारों का निर्माण करती हैं लेकिन कुछ व्यक्ति कंपनी को यह आदेश दे सकते हैं कि मुझे अपनी कार में ये विशेष सुविधाएँ चाहिए आप मेरे लिए इस कार का निर्माण करें चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो इसी तरह आप विभिन्न गुणो वाले कलम की मांग करते हैं हम आपको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं बस हमारी कलम इस संरचना की इस गुणवत्ता की इस प्रकार की सुन्दरता की होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि वे वो उत्पाद हैं जिन्हें विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है विशेष रूप से ऑर्डर किया जाता है और कभी कभी विशेष रूप से सोचा डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है और उस मामले में उन सभी व्ययों को और परिवर्तनीय व्ययों को और स्थिर व्ययों को भी अब अलग तरीके से आवंटित किया जाता है तो 3 गतिविधियाँ होती हैं पहली इकाई स्तर की गतिविधियाँ दूसरी बैच स्तर की गतिविधियाँ हैं और तीसरी उत्पाद कायम रखने वाली गतिविधियाँ इसलिए इस मामले में इसका मतलब है कि जब आप इन गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो वे वो है जो हम यहाँ कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक संगठन में 3 विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है प्रत्येक फर्म में इकाई स्तर की गतिविधियाँ सभी उत्पादों के लिए की जाती हैं बैच स्तर की गतिविधियाँ केवल उत्पादन के विशेष बैच के लिए एक बैच के लिए ही की जाती है उन्हें दोहराया नहीं जाता है या दोहराया नहीं जा सकता है तीसरा उत्पाद को बनाए रखने वाली गतिविधियाँ हैं ये केवल उन उत्पादों के लिए की जानी चाहिए जो विशेष रूप से क्रेता द्वारा आदेशित हैं और वह उसके लिए एक अलग कीमत चुकाने के लिए तैयार है इसलिए ये 3 अलग अलग गतिविधियाँ हैं इन 3 गतिविधियों के अनुसार अब हमारे पास 3 निर्धारक हैं क्योंकि आपके पास इकाई स्तर की गतिविधियों के लिए क्या लागत क्या है और कितनी गतिविधियाँ हम कर रहे हैं और कैसे हमें उस लागत को अलग अलग उत्पादों में बांटना है या जोड़ना है यानि इन निर्धारकों लेन देन निर्धारक अवधि निर्धारक और तीव्रता निर्धारक के आधार पर लेन देन निर्धारक संख्या के रूप में होते हैं लेन देन निर्धारक संख्या के रूप में होते हैं अब उदाहरण के लिए हम इस बारे में बात करते हैं यानि कि आप उत्पाद के मशीनिंग के बारे में बात करना चाहते हैं उत्पाद की मशीनिंग की जानी है सभी उत्पादों के लिए किया जाना है इसलिए मशीनिंग एक लागत है उदाहरण के लिए अभियांत्रिकी और मशीनिंग एक लागत है और वह है मैं कहूंगा कि यह 500000 रुपये है अब हम कितनी इकाईयों का निर्माण कर रहे हैं हम कर रहे होंगे कुल इकाइयाँ जिनका हम विनिर्माण कर रहे हैं वह 100000 है इसलिए 5 रुपये 5 रुपये प्रति इकाई लागत है जो सभी उत्पादों में आवंटित किया जाना है इसलिए इसका मतलब है कि संख्या यानि आप इसे लेनदेन कह सकते हैं अर्थात हम कितनी बार यह कर रहे हैं या कितनी इकाइयों के लिए हम इस गतिविधि को कर रहे हैं हमें उस इकाई स्तर की गतिविधियों को लेन देन निर्धारक की संख्या के आधार पर विभाजित करना है इसका मतलब है कि जब आप कुल मशीनिंग लागत की बात करते हैं क्योंकि मशीनिंग की आवश्यकता सभी उत्पादों को होती है अतः समान निर्धारक उन उत्पादों की इकाइयों होगी जो एक लेनदेन निर्धारक है अतः कुल निर्मित इकाइयों की संख्या के आधार पर समग्र मशीनिंग लागत 500000 है कुल इकाइयाँ जिनका हमने निर्माण किया है वह 100000 है अर्थात प्रति इकाई मशीनिंग लागत 5 रुपये है और इसे सभी में जोड़ा जाएगा और मोटे तौर पर आप इसे बहुत ही सामान्य एक बुनियादी प्रकार की गतिविधि कह सकते हैं और यह किसी भी उत्पाद के निर्माण की शुरुआत है सामान्तया यह पहली गतिविधि है जिसे हम करते हैं फिर हम अवधि निर्धारकों पर जाते हैं अवधि निर्धारक वास्तव में समय के बारे में बात करते हैं तो एक गतिविधि को करने में कितना समय लगता है हमारे पास विभिन्न प्रकार के उत्पादन धाव हैं हम विभिन्न प्रकार के उत्पादन धाव करते हैं इसलिए उत्पादन धाव में लगने वाला समय अलग अलग होता है इसी तरह व्यवस्था में परिवर्तन व्यवस्था के परिवर्तन में लगने वाला समय अलग होता है क्योंकि जब आप नीली कलम का निर्माण कर रहे होते हैं अब आपको काली कलम का निर्माण करना है आपको उस बर्तन को थोड़ा साफ करना है जिसमे आप स्याही तैयार करते हैं फिर आपको काले रंग से लाल रंग में जाना होगा अतः अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है सफाई के लिए ठीक से उस बर्तन की सफाई के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है ताकि उस बर्तन में काली स्याही का लेशमात्र अंश भी न रहे अन्यथा पूरी लाल स्याही खराब हो जाएगी या लाल कलम से बैंगनी कलमों का निर्माण करते समय शायद फिर से आपको सफाई और व्यवस्था बदलने में बहुत ज्यादा समय बिताना पड़े इसलिए इसका मतलब है कि व्यवस्था बदलने और उन उत्पादन धावों को पूरा करने में लगने वाले समय को विभिन्न प्रकार के निर्धारकों के नाम से जाना जाता है और इन निर्धारकों को हम अवधि निर्धारक कहते हैं लेन देन निर्धारकों को हम संख्याओं में परिभाषित करते हैं अवधि निर्धारकों को अवधि से परिभाषित करते हैं यानि घंटे व् समय और तीव्रता निर्धारक जब आप तीव्रता निर्धारकों के बारे में बात करते हैं तो तीव्रता निर्धारक केवल तीसरे प्रकार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं यानि उत्पाद निरंतरता गतिविधियां उत्पाद विनिर्माण में कितनी जटिलता है तीव्रता निर्धारक का उपयोग वहाँ किया जाएगा हमें सामान्य मानक वाले उत्पादों में इसकी आवश्यकता नहीं है जिसे कंपनी बना रही है वहां सिर्फ लेन देन और अवधि निर्धारक हमें प्रति इकाई लागत का पता लगाने में मदद करेंगे लेकिन उत्पाद की तीव्रता के आधार पर तीव्रता निर्धारकों की आवश्यकता होती है उत्पाद की निरंतरता स्तर बनाये रखने के लिए हमें यह पता लगाना है कि हमें कितना अतिरिक्त प्रयास करना है हमें कितना अतिरिक्त प्रदर्शन करना है और तदनुसार हमें उसकी लागत की गणना करनी होगी और उस लागत को सिर्फ उन उत्पादों में विभाजित करना होगा जो मूलतः अद्वितीय उत्पाद है जो अलग उत्पाद हैं विशेष रूप से आदेशित किए गए उत्पाद और विशेष रूप से वांछित उत्पाद हैं तो हमारे पास 3 तरह के निर्धारक हैं 3 तरह की गतिविधियाँ इकाई स्तर की गतिविधियाँ लेन देन निर्धारकों से संबंधित हैं बैच स्तर की गतिविधियाँ अवधि निर्धारकों से संबंधित हैं और फिर तीव्रता निर्धारक उत्पाद निरंतरता गतिविधियों के लिए उपयोगी होते हैं यानि अब इसका मतलब है जब आप गतिविधि आधारित लागत की इस संरचना के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो चरणों वाली गतिविधि आधारित लागत है यह कौन सी गतिविधि आधारित लागत है जिस के बारे में हम बात कर रहे हैं वह यह है कि सबसे पहले हम लागत के बारे में बात कर रहे हैं कि संसाधन क्या हैं यानि लाल एक संसाधन है A से Z तक एक चरण है इसलिए सबसे पहले आप व्यय की मदों की पहचान करते हैं व्यय की मदें परिवर्तनीय और स्थिर या आवंटन योग्य नहीं है परिवर्तनीय व्ययों के आवंटन में कोई समस्या नहीं है स्थिर समस्या है और भूरा भी कोई समस्या नहीं है यानि आवंटन योग्य नहीं होना भी कोई समस्या नहीं है इसलिए सबसे पहले व्यय की विभिन्न मदों की पहचान करना है दूसरी होने वाली विभिन्न गतिविधियों की पहचान करना है और फिर तीसरा व्यय के इन विभिन्न मदों गतिविधियों और लागत निर्धारकों के आधार पर इन लागतों को विभाजित करना है अतः हमें इस व्यय को विभाजित करना है यानि इसलिए हमें ये गतिविधि चाहिए और दूसरी हमें ये निर्धारक भी चाहिए अर्थात यह एक है और यह दो है इसलिए इसे दो चरणों वाली गतिविधि कहते हैं कुल का अर्थ है इस लागत को अप्रत्यक्ष लागत को उत्पादों में आवंटित करने के तरीकों को जानना तो उस साधारण से कुल लागत प्रणाली यानि कुल व्यय भाग कुल उत्पादन के आधार पर नहीं जो उत्पादन की मात्रा के हिसाब से नहीं है ऐसा नहीं करना है तो अब यह संरचना आपको यह समझने में मदद करेगी कि एबीसी कैसे काम करता है सबसे पहले आप पहचानें कि कुल अप्रत्यक्ष लागत कितनी है जिसका विभाजन करना है और फिर आप पता करें अगली चीज़ यह है कि हम संगठन में कुल कितनी विभिन्न गतिविधियाँ कर रहे हैं और फिर तीसरा लागत निर्धारक हैं आप प्रदर्शन करें फिर आप लागत निर्धारको को निकालें चाहे वह लेन देन निर्धारक हों या अवधि निर्धारक या तीव्रता निर्धारक आपको इन निर्धारकों के आधार पर विभिन्न उत्पादों में लागत का आवंटन करना होगा फिर अधि लागत या कम लागत की समस्या का समाधान हो जायेगा अब यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जब आप गतिविधि आधारित लागत को लागू करते हैं तो आप यहाँ इन सभी चीजों के बारे में यहाँ बात करते हैं और इस मामले में हमारे पास गतिविधियों और लागत निर्धारकों के कुछ उदाहरण हैं यहां गतिविधियां खाता बिलिंग हैं और पंक्तियों की संख्या यानि आप कह सकते हैं कि हम कितने उत्पादों का विनिर्माण कर रहे हैं और कितने बिलों को जारी करना है विभिन्न बिलों को इसलिए इसका अर्थ है कि कितना क्योकि वह व्यक्ति स्थायी वेतन पर है वह एक स्थायी कर्मचारी है उसे वेतन मिल रहा है शायद वह 20 बिल या 200 बिल एक दिन में जारी करता है पर उसे एक निश्चित दर पर भुगतान किया जाएगा यह संभव है कि 200 बिलों में से जिसे वह जारी कर रहा है उत्पाद A के लिए 10 बिल हैं B के लिए २० हैं C के लिए 50 हैं और शेष बिल D के लिए हैं तो क्यों नहीं उसके व्यय को खातों की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या के आधार पर वह जो बिल तैयार कर रहा है उसके आधार पर विभाजित किया जाये वह एक बेहतर विकल्प होगा तो यह खाता है खाता बिलिंग गतिविधि है और लागत निर्धारक खातों की संख्या ग्राहकों की संख्या या पंक्तियों की संख्या है इसी तरह बिल सत्यापन अगली चीज़ बिल सत्यापन है एक व्यक्ति बिल तैयार करता है दूसरा व्यक्ति बिल का सत्यापन करता है और खातों की संख्या निर्धारक है पहले उत्पाद से कितने खातें सम्बंधित हैं दूसरे उत्पाद से कितने खाते संबंधित हैं तीसरे और चौथे उत्पाद से कितने खाते संबंधित है यदि इस आधार पर बिल का सत्यापन किया गया है और व्यतीत किया गया समय इसका आधार होने जा रहा है या यह बिल सत्यापन लागत के वितरण का एक तरीका है फिर पत्राचार लागत उदाहरण के लिए हम पत्राचार कर रहे हैं हम उन विभिन्न उत्पादों के संबंध में पत्र लिख रहे हैं जिसका हम निर्माण कर रहे हैं सामग्री के अधिग्रहण हेतु या कह सकते हैं कि आदेश देने के लिए या आदेश प्राप्त करने हेतु या हो सकता है ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के लिए या वितरण चैनलों के साथ व्यवहार करने के लिए अर्थात यह पत्राचार हम कर रहे हैं लेकिन यह पत्राचार अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग है या एक साधारण उत्पाद हो सकता है या अनुकूलित उत्पाद हो सकता है तो इसका मतलब है कि उस मामले में कोई समस्या नहीं है हम मानक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि उस एक पत्र में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक मानक दीर्घकालिक व्यवस्था है इसलिए हमें आदेश प्राप्त करने या आदेश देने और फिर सामग्री पाने या सामग्री भेजने और अत्यधिक संचार की आवश्यकता नहीं है नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप वह लागत उस उत्पाद को आवंटित करते हैं जो की कम बहुत कम है और इसी तरह जब आप अन्य उत्पादों के बारे में बात करते हैं जो अधिक जटिल हैं या जिन्हें और अधिक लागत की आवश्यकता है तो उस मामले में आप समझ सकते हैं कि जटिल उत्पाद को अधिक समय चाहिए और फिर से ग्राहकों से बात करने की आवश्यकता है बार बार सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं से बात करनी पड़ती है और फिर बार बार अन्य हित समूहों से भी बात करनी पड़ती है अर्थात जटिल उत्पादों के मामले में पत्राचार अत्यंत कठिन होगा इसलिए पत्रों की संख्या बदल जाएगी पत्रों की संख्या अलग अलग होगी अतः एक तरफ ये गतिविधियां हैं ये निर्धारक हैं आप समझ गए होंगे कि गतिविधियों से मेरा क्या अभिप्राय हैं निर्धारक से मेरा क्या अभिप्राय है और कैसे हम गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं कैसे हम निर्धारको की पहचान कर सकते हैं और कैसे हम गतिविधियों और निर्धारको के आधार पर विभिन्न उत्पादों को लागत आवंटित कर सकते हैं इसलिए अब आज मैं यहां रुकूंगा और एबीसी और गतिविधि आधारित प्रबंधन की कुछ अन्य अवधारणाओं के संबंध में आगे की चर्चा मैं आपसे अगली कक्षा में करूंगा